दिए गई स्थिति में प्रवेश पर आयतनमीतीय बहाव दर के लिए कीमोस्टेट का न्यूनतम माप कितना होगा I क्या ज्ञात है या दिया गया है